इस व्याख्यान में हम लाइन बैलेंसिंग पर चर्चा जारी रखते हैं तो यह नेटवर्क एक विशिष्ट लाइन संतुलन की स्थिति में गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है तो 11 गतिविधियाँ हैं जिन्हें निष्पादित किया जाना है कोई यह मान सकता है कि 11 घटक हैं उप उत्पाद एक अंतिम उत्पाद बनाने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं अब इन गतिविधियों में से प्रत्येक के साथ एक गतिविधि समय जुड़ा हुआ है जो पीले रंग में दी गई हैं 4 इकाइयाँ 2 इकाइयाँ वगैरह इकाइयाँ विधानसभा के आधार पर मिनट या सेकंड में हो सकती हैं एक पूर्ववर्ती संबंध भी है जो इस नेटवर्क में भी कैद है उदाहरण के लिए गतिविधि संख्या 2 या कहें कि घटक संख्या 2 को तब तक इकट्ठा नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक को इकट्ठा नहीं किया जाता है इसलिए 1 पूर्वर 2 इसी तरह 1 पूर्वाह्न 4 4 पूर्व 5 3 और 5 पूर्ववर्ती 6 और इसी तरह जिसका अर्थ है कि हम गतिविधि 6 नहीं कर सकते हैं जब तक 3 और 5 दोनों पूरे नहीं हो जाते जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया है यदि केवल एक ही व्यक्ति है जो वास्तव में सब कुछ इकट्ठा कर रहा है तो यह व्यक्ति सभी प्रसंस्करण समय का योग लेगा जो कि 12 15 16 22 30 32 47 इकाइयां हैं प्रत्येक अंतिम उत्पाद को इकट्ठा करने के लिए इसलिए यदि कोई व्यक्ति बैठा है और वह सब कुछ कर रहा है जिसमें 47 समय इकाइयाँ लगेंगी यदि दो लोग इसे करते हैं तो स्थिर अवस्था में यह 47 को 2 से विभाजित कर देगा प्रत्येक 23 और आधा समय की इकाइयों 1 को आउटपुट मिल सकता है और इसी तरह लेकिन सामान्य तौर पर यह उस तरह से नहीं होता है क्योंकि इनमें से कुछ में उपकरण और मशीनरी और परीक्षण उपकरण शामिल हो सकते हैं जिन्हें हम इतनी नकल नहीं कर सकते हैं इसलिए आपके पास अलग अलग वर्कस्टेशन या बेंच होंगे जिन्हें ये गतिविधियाँ सौंपी जाती हैं इसलिए यदि हम ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां 11 गतिविधियां हैं और 11 कार्यस्थान या बेंच हैं तो 1 2 3 4 से 11 तक कहते हैं हम इस उदाहरण में भी हर पंक्ति संतुलन समस्या के रूप में मानते हैं आदेश 1 2 3 4 11 तक संभव है इसलिए यदि हमारे पास 11 बेंच या वर्कस्टेशन हैं जो 11 ऑपरेटरों को कहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति 1 गतिविधि करता है फिर पहली इकाई 47 के बराबर समय पर बाहर आ जाएगी लेकिन स्थिर स्थिति में सिस्टम का आउटपुट टोंटी होगा जो कि व्यक्तिगत विधानसभा समय की अधिकतम होगी जो 8 यूनिट होगी उसी समय हम T नामक एक चीज को भी परिभाषित करते हैं जिसे चक्र समय कहा जाता है जो सिस्टम से अपेक्षित आउटपुट है उदाहरण के लिए इसमें यदि हम कहते हैं कि यदि हम T को 12 के बराबर कहते हैं तो मांग ऐसी है कि हम हर 12 समय इकाइयों में एक असेंबली के आने की उम्मीद करेंगे इसलिए एक बार जब हम इस टी को परिभाषित करते हैं तो समस्या यह पता लगाने की कोशिश में से एक है कि हमें कितने वर्कस्टेशन की आवश्यकता है न्यूनतम कार्यस्थान जैसे कि प्रत्येक कार्य या गतिविधि को केवल 1 वर्कस्टेशन पर सौंपा जाता है वर्कस्टेशन में लगने वाला समय इससे अधिक नहीं है 12 चक्र का समय और गतिविधियों के बीच पूर्ववर्ती संबंध संतुष्ट हैं इसलिए इसे लाइन संतुलन समस्या कहा जाता है इसलिए दी गई गतिविधियों का एक सेट दिया जाता है जो कि दिए गए चक्र समय T के लिए उनकी गतिविधि के समय और पूर्ववर्ती संबंधों को देखते हुए यह आवश्यक न्यूनतम कार्यस्थानों की संख्या क्या है इन कार्यों को इन कार्यों के लिए कैसे सौंपा जाता है जैसे कि एक कार्य केंद्र में लिया गया कुल समय T से कम या बराबर है प्रत्येक कार्य केवल एक कार्यस्थान को सौंपा गया है और पूर्ववर्ती संबंध संतुष्ट हैं अब इसे असेंबली लाइन बैलेंसिंग समस्या कहा जाता है तो चलिए पहले लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम का एक फॉर्मूला दिखाते हैं और फिर हम लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम के कुछ हल देखेंगे अब 11 कार्य हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकतम 11 वर्कस्टेशन या 11 बेंच हो सकते हैं जिनमें से प्रत्येक के लिए हम 1 हो सकते हैं लेकिन फिर वह हमें 11 वर्कस्टेशन या 11 बेंच के साथ एक व्यवहार्य समाधान देगा जहां प्रत्येक गतिविधि 1 वर्कस्टेशन पर जाती है और इस समय में चक्र का समय 12 से कम या बराबर होगा क्योंकि चक्र का समय 8 होगा चूंकि चक्र का समय 12 से कम या इसके बराबर है इसलिए कार्यस्थल पर गतिविधियों को जोड़ना संभव है और इस तरह से प्रयास करें और वर्कस्टेशन की संख्या कम से कम करें इसलिए अब हम पहले वेरिएबल को एस जे के बराबर 1 के रूप में परिभाषित करना शुरू करते हैं अगर वर्कस्टेशन जे को चुना जाता है तो हम शुरू में मान लेते हैं कि अधिकतम 11 स्टेशन का उपयोग किया जा सकता है ऐसे एन गतिविधियां हैं जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में अधिकतम एन स्टेशन हो सकते हैं हमें एक संभव समाधान प्रदान करते हैं और इसलिए हम स्टेशनों की संख्या कम से कम करना चाहते हैं इसलिए यहां हम करेंगे इस समस्या के लिए 1 से 11 के बराबर j या सामान्य समस्या के लिए 1 से n के बराबर j परिभाषित करें इसलिए हम कहेंगे कि अधिकतम 11 स्टेशन हैं हम कैसे स्टेशनों की संख्या में कमी ला सकते हैं अब यदि हम इसे 5 कार्यस्थानों के साथ हल कर सकते हैं तो समाधान 11 में से 5 मान लेगा और 1 में से शेष 6 मान लेगा यह कहते हुए कि ये स्टेशन नहीं बने हैं तो S j 1 के बराबर है यदि स्टेशन j को चुना या बनाया गया है और X ij को 1 के बराबर होने दें यदि गतिविधि i को स्टेशन j को आवंटित किया जाता है अब हम बाधाओं को लिखना शुरू करते हैं प्रत्येक गतिविधि को केवल 1 स्टेशन पर जाना चाहिए इसलिए हमारे पास हर गतिविधि के लिए 1 से अधिक के बराबर समसामयिक सिग्मा X ij सम्मिलित होगा प्रत्येक स्टेशन को एक स्टेशन को आवंटित गतिविधियाँ एक स्टेशन को आवंटित गतिविधियों की गतिविधि समय का योग टी से अधिक नहीं होनी चाहिए तो यह सिग्मा टी होगा I गतिविधि के लिए गतिविधि समय i है इसलिए टी i में एक्स ij संक्षेप में कहा गया है कि मैं हर j के लिए T से कम या बराबर होना चाहिए j कार्यस्थान का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए जो गतिविधियाँ किसी कार्य केंद्र को आवंटित की जाती हैं उन गतिविधियों के कार्य समय का योग चक्र के समय से अधिक नहीं होना चाहिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी कार्य केंद्र को एक गतिविधि आवंटित कर सकते हैं केवल जब वर्कस्टेशन चुना जाता है इसलिए हम यह कहकर इसे फिर से परिभाषित करते हैं कि यदि किसी चुने हुए कार्य केंद्र को आवंटित गतिविधियाँ हैं तो उन गतिविधियों के समय का योग T से अधिक नहीं होना चाहिए तो बाएं हाथ की ओर हमें बताता है उन गतिविधियों के गतिविधि समय का योग जो एक स्टेशन को आवंटित किया जाता है अब यह चक्र समय है लेकिन फिर हम एक एस जे भी जोड़ सकते हैं जहां एस जे 1 के बराबर है स्टेशन चुना गया है इसका अर्थ यह भी है कि यह बाधा यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह टी में एस जे है इसलिए हम हर टी के लिए एस जे में एस के रूप में लिखेंगे तो केवल जब एस जे 1 के बराबर है कि वर्कस्टेशन चुना जाता है और किन गतिविधियों को सौंपा जा सकता है इसलिए आप ऐसी गतिविधियों को कार्य केंद्र को नहीं सौंप सकते जिन्हें चुना नहीं गया है और प्रत्येक चुने हुए कार्य केंद्र के लिए गतिविधि का समय T से कम या बराबर होना चाहिए यह अवरोध हमें X jj चर को S j चर के साथ जोड़ने में भी मदद करता है हम अभी भी उद्देश्य समारोह में नहीं आए हैं हम ऐसा करेंगे अभी यह X jj चर को S j चर के साथ जोड़ता है फिर हमारे पास यह पूर्ववर्ती बाधा है तो आइए हम 1 पूर्वता लेते हैं जिसे 1 और 2 कहा जाता है इसलिए गतिविधि 2 को केवल 1 गतिविधि सौंपे जाने के बाद सौंपा जा सकता है इसका अर्थ है 1 पूर्व 2 अब इसका मतलब यह होगा कि उदाहरण के लिए हमारे पास X 1 1 है जिसका अर्थ है कि गतिविधि 1 को स्टेशन 1 को सौंपा गया है गतिविधि 2 को स्टेशन 1 2 3 4 को 11 तक सौंपा जा सकता है अब इसका मतलब है कि यदि 1 और 2 को एक ही स्टेशन 1 को सौंपा गया है ऑपरेटर पहले घटक 1 को इकट्ठा करेगा और फिर घटक 2 को इकट्ठा करेगा इसलिए हम इसे मॉडल करते हैं जैसे कि 1 1 में जाता है तो X 1 X 2 से कम या उसके बराबर होना चाहिए 1 प्लस एक्स 2 2 प्लस एक्स 2 11 इसका मतलब होगा एक्स 1 1 प्लस एक्स 2 1 एक्स 1 2 प्लस एक्स 2 2 घटक 1 जाता है गतिविधि 1 कार्य केंद्र 1 में है फिर गतिविधि 2 कार्य केंद्र 1 या वर्कस्टेशन 2 पर जा सकता है या 3 या 4 और इतने पर लेकिन फिर यदि उदाहरण के लिए गतिविधि 1 को कार्य केंद्र 2 को आवंटित किया जाता है तो गतिविधि 2 को कार्य केंद्र 1 को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए इसे 11 तक 2 3 4 वगैरह को आवंटित किया जा सकता है इसलिए इसे एक्स 2 2 के रूप में मॉडल किया जाएगा हो जाएगा एक्स 2 2 प्लस एक्स 2 3 प्लस वगैरह प्लस एक्स 2 11 इसी तरह अगर गतिविधि 1 वर्कस्टेशन 3 पर जाती है तो हमारे पास एक्स 2 3 प्लस वगैरह प्लस एक्स 2 11 तो इस तरह इस जोड़ी के लिए अंतिम सेट होगा X 1 11 X 2 11 से कम या बराबर है इसलिए ये 11 बाधाएं 1 और 2 के बीच पूर्ववर्ती संबंध को पकड़ती हैं इसी तरह 1 और 4 के बीच की पूर्ववर्ती संबंधों को पकड़ने के लिए हमारे पास 11 अन्य बाधाएँ होंगी इसलिए हमें पहले यह पता लगाना होगा कि हम सभी क्या हैं हमारे कितने पूर्व संबंध हैं इसलिए यहाँ हमारे पास आर्क्स की संख्या अनिवार्य रूप से मौजूद है पूर्ववर्ती संबंधों की संख्या इसलिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पूर्ववर्ती रिश्ते हैं प्रत्येक पूर्ववर्ती संबंध गतिविधियों की एक जोड़ी के बीच है और फिर हमारे पास 11 बाधाओं के लिए है पूर्ववर्ती रिश्तों में से प्रत्येक हमें १३ में ११३ देकर १५३ बाधाओं को संभालने के लिए हमें केवल ११ बाधाओं को एक विशेष पूर्ववर्ती संबंध के लिए दिखाया गया है अब वास्तव में पूर्ववर्ती रिश्तों को लिखने के बेहतर तरीके हैं लेकिन वे उस पर जोर देने वाले नहीं हैं यहां उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि सूत्रीकरण कैसा दिखता है इस 143 बाधाओं को कम करने के लिए थोड़े अधिक अवरोधों को कम करने के कुछ अधिक कुशल तरीके हैं जो एक ही चीज को पकड़ते हैं लेकिन हमने यहां जो दिखाया है वह कारण या पूर्ववर्ती बाधाओं के पीछे का तर्क है जहां अगर 1 और 2 के बीच संबंध है तो जिस कार्य केंद्र को गतिविधि 2 सौंपी गई है वह कार्यस्थान की तुलना में अधिक संख्या में कार्य केंद्र या उसके बराबर होना चाहिए जो 1 सौंपा गया है तो अगर 1 को 1 वर्कस्टेशन पर सौंपा जाता है तो 2 को 1 2 को 11 तक सौंपा जा सकता है लेकिन अगर 1 को वर्कस्टेशन 2 को सौंपा जाता है तो 2 को केवल 2 से 11 तक ही सौंपा जा सकता है इसलिए हमारे पास X 2 नहीं हो सकता है 1 असाइनमेंट वहाँ इसलिए हम यह गतिविधि 1 को कार्य केंद्र 2 को सौंपे जाने से नहीं रोक सकते हैं और इसकी गतिविधि 2 को कार्य केंद्र 1 को सौंपा जाएगा इससे यह रोका जा सकेगा क्योंकि यदि गतिविधि 2 को कार्य केंद्र 1 को सौंपा गया है तो इन सभी के माध्यम से 0 इसलिए हमारे पास 0 से 1 के बराबर 1 कम होगा और यह गतिविधि 2 को कार्य केंद्र को सौंपा जाने से रोकेगा इसलिए हमारे पास 11 ऐसे अवरोध हैं जो इस पूर्ववर्ती संबंध को मॉडल करते हैं और फिर हमारे 13 ऐसे पूर्ववर्ती रिश्ते हैं फिर उद्देश्य कार्यस्थानों की संख्या को कम करना है तो सिग्मा एस जे को कम करें 1 से 11 के बराबर जे इस उद्देश्य से जुड़ा होगा जो सभी एक्स आईजे है और एस जे बाइनरी वैरिएबल हैं इसलिए वे या तो 0 या 1 हैं इसलिए इसे बेहतर तरीके से हल करना 0 1 समस्या हमें लाइन संतुलन समस्या का इष्टतम समाधान दे सकती है लेकिन तब हम इस लाइन बैलेंसिंग प्रॉब्लम को हल करने के लिए दो बहुत ही सरल आंकड़ो को देखेंगे एक एक हेयुरिस्टिक सॉल्यूशन है जो सबसे कम प्रॉसेसिंग टाइम बेस्ड हेयुरिस्टिक है इसलिए हम वर्कस्टेशन गतिविधि समय कहकर शुरू करेंगे इसलिए हम शुरू करने के लिए कहेंगे हम गतिविधि 1 ही कर सकते हैं क्योंकि उनमें से सभी में पूर्ववर्ती संबंध हैं जो गतिविधि 1 से संबंधित हैं इसलिए हम गतिविधि 1 से शुरू करते हैं वर्कस्टेशन नंबर 1 पर जाता है हम एक्टिविटी 1 को असाइन करते हैं और एक्टिविटी 1 में प्रोसेसिंग टाइम 4 के बराबर होता है अब हमने एक्टिविटी 1 को वर्कस्टेशन 1 2 और 4 के लिए असाइन किया है क्योंकि एक्टिविटी 1 आवंटित हो चुकी है तो हमने 2 और 4 को हमारे साथ कहा है अब 2 को 2 इकाइयों के समय की आवश्यकता है 4 को 6 इकाइयों के समय की आवश्यकता है इसलिए हम SPT नियम के आधार पर असाइन करेंगे हम गतिविधि 2 को असाइन करेंगे और फिर इसमें 2 और इकाइयाँ होंगी इसलिए गतिविधि 2 को असाइन किया गया है और चूंकि गतिविधि 2 को असाइन किया गया है हमारे पास गतिविधि 3 है जो अभी उपलब्ध है तो 3 और 4 उपलब्ध हैं जब 3 और 4 उपलब्ध हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं और उनमें से एक को असाइन कर सकते हैं 3 को 3 इकाइयों की आवश्यकता होती है 4 के लिए 6 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए एक बार फिर एसपीटी के आधार पर इसलिए 3 यहां जाएंगे इसलिए प्लस अन्य 3 इकाइयाँ इसलिए चूंकि 3 को सौंपा गया है हम सूची में 6 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 4 को अभी सौंपा जाना बाकी है तो हमारे पास केवल 4 उपलब्ध हैं इसलिए हम यहां 4 प्रयास करते हैं लेकिन फिर हमें पता चलता है कि चक्र का समय 12 से अधिक 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस एक और 6 15 है इसलिए चक्र समय से अधिक है तो हम एक दूसरा कार्य केंद्र बनाते हैं और गतिविधि 4 को यहाँ रखते हैं और प्रयास करते हैं यह समय के बराबर होता है 6 अब जब गतिविधि 4 आवंटित की जाती है तो 5 केवल एक ही शेष है इसलिए आप 5 डालते हैं 5 यहाँ आता है 5 है केवल एक जो शेष है इसलिए 5 यहां जाता है प्लस 1 और एक बार 5 आवंटित होने पर 6 को लाया जा सकता है इसलिए 6 यहां आता है अब 6 को 6 समय इकाइयों की आवश्यकता है इसलिए हम यहां 6 डालते हैं और हम महसूस करते हैं कि यह 12 के मूल्य से अधिक है इसलिए गतिविधि 6 के साथ तीसरा कार्य केंद्र बनाएं समय 6 के साथ 6 अब जाता है पल 6 आवंटित किया गया है हम 8 7 8 और 9 में ला सकते हैं इसलिए 7 के साथ 7 8 और 9 का समय 8 के बराबर है 8 का समय 2 के बराबर है 9 का समय 5 के बराबर है इसलिए हम 8 चुनते हैं एसपीटी नियम के आधार पर तो 6 और 8 प्लस 2 इसलिए 8 अब चला जाता है जब 8 जाता है 10 अंदर आ सकता है इसलिए हमारे पास 7 9 और 10 उपलब्ध हैं 7 के लिए 8 समय इकाइयों की आवश्यकता है 10 के लिए 6 समय इकाइयों की आवश्यकता है 9 के लिए 5 समय इकाइयों की आवश्यकता है अब 5 टाइम यूनिट के साथ 9 सबसे छोटी है हम कोशिश करते हैं और इसे यहां डालते हैं लेकिन हम करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि यह चक्र के समय से अधिक है तो 9 के साथ 4 वर्कस्टेशन बनाएं यहां और समय 5 के बराबर तो 9 पर जाता है तो हमारे पास 7 और 10 है संदर्भ समय 2052 यह 8 है और यह 6 है इसलिए सबसे छोटी संख्या 6 है तो हम 10 से अधिक 6 लेते हैं इसलिए 10 जाते हैं हम अभी भी हम इसमें 11 नहीं ला सकते हैं क्योंकि 7 अभी तक नहीं किया गया है तो अब 7 एकमात्र ऐसा है जो उपलब्ध है तो 7 के लिए 8 टाइम यूनिट की आवश्यकता होती है यहां 8 को जोड़ने से साइकिल का समय बढ़ जाएगा 7 के साथ एक और वर्कस्टेशन बनाएं और 8 के बराबर समय इसलिए 7 जाता है अब 11 एकमात्र है जो शेष है 11 में 4 समय इकाइयों की आवश्यकता है 4 इसलिए 11 7 और 11 8 प्लस 4 को जोड़ें इसलिए अब सभी गतिविधियां असाइन की गई हैं और हमें इस तरह का समाधान मिलता है अब इनमें से प्रत्येक में चक्र समय 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 6 प्लस 1 7 6 प्लस 2 8 5 प्लस 6 11 और 8 प्लस 4 12 तो सबसे कम प्रसंस्करण समय नियम के आधार पर है अब हमारे पास 5 वर्कस्टेशनों के साथ एक समाधान है और ये इसके लिए आवंटन हैं अब एक समाधान की अच्छाई को दो एक प्राथमिक माप और एक माध्यमिक उपाय का उपयोग करके मापा जाता है अब प्राथमिक उपाय को लाइन दक्षता कहा जाता है लाइन दक्षता हम अब 12 के चक्र समय के साथ 5 लाइनें हैं और अधिकतम भी 12 है इसलिए 12 चक्र समय के साथ 5 लाइनें लगभग 60 समय इकाइयां हैं और इन 47 समय इकाइयों की कुल संख्या अब 5 स्टेशनों में से प्रत्येक के साथ बनाई गई है 12 में 60 तो रेखा की दक्षता 47 से 60 या सामान्य रूप से यह सिग्मा टी जे या टी आई है जो गतिविधि के समय एन द्वारा टी में विभाजित है जहां एन चुने गए कार्यस्थानों की संख्या है और कैपिटल टी चक्र समय है तो यह 6 से 47 है इसलिए 6 7 के 42 50 6 8 को विभाजित करते हुए 48 हैं इसलिए लाइन दक्षता 7833 प्रतिशत है हमें यह भी पता चलता है कि लाइन दक्षता समीकरण में अंश एक स्थिर है और वास्तविक चर केवल इस एन के साथ हर में आता है क्योंकि यह निरंतर है और एन और टी पूंजी टी के आधार पर एन परिभाषित हो जाता है तो वास्तविक माप केवल विभाजक पर निर्भर है और अंश पर नहीं अंश एक स्थिर है अब एक माध्यमिक उपाय है जो हमें यह भी बताता है कि इन 5 वर्कस्टेशनों के भीतर लाइन कितनी संतुलित है उदाहरण के लिए यह 9 इकाइयाँ 7 इकाइयाँ 8 इकाइयाँ 11 इकाइयाँ 12 इकाइयाँ लेने जा रही है अब जबकि अनुमति चक्र का समय 12 है अगर कुछ स्टेशन कम समय लेते हैं और कुछ स्टेशन 12 लेते हैं तो किसी प्रकार का असंतुलन होता है अब जो ऑपरेटर वर्कस्टेशन पर काम कर रहा है जो 12 यूनिट लेता है उस पर हर समय कब्जा होने वाला है जबकि इस पर काम करने वाला ऑपरेटर हर 12 टाइम यूनिट के लिए केवल 7 टाइम यूनिट का उपयोग करने वाला है या लाइन के भीतर अतिरिक्त और बिल्डिंग इन्वेंट्री का निर्माण कर रहा होगा जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि सबसे धीमा व्यक्ति 12 लेने वाला है या तो इस व्यक्ति को रोकना है प्रत्येक 5 समय इकाइयों के लिए काम करना या यह व्यक्ति कुछ इन्वेंट्री का निर्माण करेगा कई चीजें हैं जो मायने रखती हैं क्योंकि इस पर इनपुट 9 है जो इस कार्य केंद्र से आता है इसलिए हम सभी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वर्कस्टेशन पर्याप्त रूप से संतुलित हैं इसलिए इन 5 नंबरों के बीच बहुत कम अंतर है इन 5 नंबरों के करीब या तो इन्वेंट्री कम होगी या निष्क्रिय समय कम होगा यदि ये संख्याएँ इस उदाहरण में भिन्न होती हैं तो आप पाएंगे कि या तो व्यक्ति को निष्क्रिय होना होगा या व्यक्ति सूची बनाकर समाप्त हो जाएगा जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता है तो एक माप है जिसे चिकनाई सूचकांक कहा जाता है जो इस उदाहरण में कोशिश करता है कि चिकनाई सूचकांक वास्तविक चक्र का समय 12 होगा इसलिए 12 शून्य 9 जो 3 वर्ग 12 शून्य 7 5 वर्ग प्लस 4 वर्ग प्लस 1 वर्ग प्लस है 0 तो सामान्य रूप से चिकनाई सूचकांक सूत्र सिग्मा टी माइनस सिग्मा टी आई एक्स एक्सजे पूरे वर्ग होगा इसलिए यह कार्य केंद्र में समय का प्रतिनिधित्व करता है यह एक चक्र समय का प्रतिनिधित्व करता है एक चिकनाई सूचकांक के रूप में इतना वर्ग और योग लाइन दक्षता अधिक कुशल है लाइन लाइन के लिए बेहतर चिकनाई सूचकांक को छोटा करता है इसलिए लाइन संतुलन की समस्या का समाधान इन दो कारकों पर मापा जाता है जो लाइन दक्षता और चिकनाई सूचकांक हैं अब हम इस समस्या का एक और समाधान देखते हैं जो कि नेटवर्क में सबसे लंबे रास्ते पर आधारित यह अनुमान है अब यदि हम गतिविधि 1 लेते हैं तो सबसे लंबा रास्ता 4 प्लस 6 10 प्लस 1 11 प्लस 6 17 प्लस 8 25 प्लस 4 29 होगा जो कि 1 के लिए सबसे लंबा रास्ता होगा एक बार फिर 4 इसलिए आप इसका उपयोग करके 6 तक पहुंच सकता है जो हमें 5 देगा या इसका उपयोग करेगा जो हमें 7 देगा इसलिए 4 प्लस 7 11 प्लस 6 17 प्लस 8 8 और 5 25 प्लस 4 29 गतिविधि 2 के लिए सबसे लंबा रास्ता होगा 5 प्लस 6 11 प्लस 8 19 प्लस 4 23 हो गतिविधि 3 के लिए सबसे लंबा रास्ता 3 प्लस 6 9 प्लस 8 17 प्लस 4 21 होगा गतिविधि 4 के लिए सबसे लंबा रास्ता 7 प्लस 6 13 होगा प्लस 8 21 प्लस 4 25 5 के लिए सबसे लंबा रास्ता 1 प्लस 6 7 प्लस 8 15 प्लस 4 19 होगा 6 के लिए सबसे लंबा रास्ता 6 प्लस 8 14 प्लस 4 18 होगा 7 के लिए यह 12 होगा 8 के लिए यह 8 होगा 12 9 के लिए यह 9 होगा 10 के लिए यह 10 होगा और 11 के लिए यह 4 होगा इसलिए हमारे पास 11 गतिविधियों के लिए ये सबसे लंबा रास्ता है अब हम सबसे लंबे रास्ते के घटते क्रम में गतिविधियों को सॉर्ट करेंगे और व्यवस्थित क्रम 29 के साथ 1 पहले 25 के साथ 4 23 के साथ 2 21 के साथ 3 5 के साथ 19 6 के साथ 18 7 के साथ 12 8 के साथ 12 10 9 और 11 होगा तो यह आदेश है इस नेटवर्क में मौजूद सबसे लंबे रास्ते के आधार पर गतिविधियों को व्यवस्थित करना अब हम इस जानकारी का उपयोग करते हैं और एक और अनुमानी विकसित करते हैं अब इस तरह की हेरास्टिक शुरू होगी इसलिए एक बार फिर हमारे पास कार्य केंद्र गतिविधि और समय है इसलिए हम कार्य केंद्र 1 के साथ शुरू करते हैं और गतिविधि 1 को 4 के बराबर समय के साथ 1 कार्यस्थान को सौंपा जाता है अब पल गतिविधि 1 सौंपा गया है हमारे पास 2 और 4 हैं जो उपलब्ध हैं अब पहले हमने सबसे कम प्रसंस्करण समय के आधार पर उस गतिविधि को चुना था अब हम उस गतिविधि को चुनेंगे जिसके आधार पर कोई व्यक्ति इस क्रम में जल्दी प्रकट होता है तो 2 और 4 के बीच आपको एहसास होता है कि 4 वास्तव में 2 से पहले दिखाई देता है इसलिए हम चुनते हैं इसलिए गतिविधि 1 के बाद गतिविधि 4 होती है इसलिए 4 को 4 में 6 के बराबर समय की आवश्यकता होती है इसलिए 4 प्लस 6 अब एक बार जब 4 खत्म हो जाता है तो आप 5 ले सकते हैं अब वापस जाएं और 2 और 5 के बीच देखें जो पहले जाता है इसलिए 2 पहले जाता है लेकिन फिर हमें एहसास होता है कि अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें एक और वर्कस्टेशन बनाना होगा क्योंकि इसकी आवश्यकता है या हम यहां 2 नहीं ले सकते तो 2 और 5 के बीच 2 पहले आता है इसलिए 2 को 2 की समय इकाई की आवश्यकता है इसलिए हम यहां 2 की समय इकाई को जोड़ते हैं इसलिए यह 2 के बराबर गतिविधि 2 प्लस समय इकाई हो जाती है अब जब हमारे पास गतिविधि 2 हो गई है तो हमारे पास 3 हैं आइए हम यहाँ आते हैं अब 3 और 5 के बीच 3 इसमें पहले स्थान पर आता है इसलिए हमें 3 इकाइयों की आवश्यकता है हम इसमें 3 जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह 12 के चक्र के समय से अधिक है 3 के साथ 2 कार्य केंद्र बनाएं गतिविधि 3 और 3 इकाइयों के बराबर समय के साथ इसलिए एक बार गतिविधि 3 आवंटित होने के बाद हम 6 को आवंटित नहीं कर सकते क्योंकि 5 को अभी भी आवंटित किया जाना है तो हम 5 को आवंटित करते हैं इसलिए 5 एकमात्र है इसलिए हम इस आदेश को नहीं देखते हैं हम केवल इस आदेश को देखते हैं जब हमारे पास आवंटन के लिए 1 से अधिक गतिविधि उपलब्ध है तो 5 केवल एक ही है इसलिए यह 1 टाइम यूनिट लेता है इसलिए अब 6 उपलब्ध है 6 ही है उपलब्ध और 6 को यहां जोड़ा जा सकता है इसलिए 6 6 भी 6 समय इकाइयां लेता है एक बार गतिविधि 6 आवंटित होने के बाद हमारे पास 7 8 और 9 उपलब्ध हैं तो हमारे पास 7 8 और 9 हैं हमारे पास 3 गतिविधियां उपलब्ध हैं अब हम इस क्रम को देखते हैं पहले यह 7 है और फिर यह 8 है इसलिए हम 7 लेते हैं 7 को 8 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है 7 हम 11 नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि हमें अभी भी 8 और 9 करने की ज़रूरत है अब 8 और 9 के बीच पहले 8 को 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 8 को यहां आवंटित करें 8 को 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है 8 जाता है अब १० पहले आता है तो अब १० यहाँ आता है अब ९ और १० के बीच हम इस क्रम को देखते हैं और महसूस करते हैं कि १० ९ से आगे आता है अब हम १० नहीं जोड़ सकते हैं इसलिए ४ कार्यस्थान बनाएं और फिर समय के साथ १० यहाँ रखें बराबर 6 तो 10 जाता है तो यह हमें चित्र में 11 लाता है इसलिए 9 और 11 के बीच 9 आगे आता है इसलिए 9 प्लस 5 इसलिए 11 एकमात्र है जो रहता है इसलिए 11 को 4 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है तो 11 को इसमें फिट नहीं किया जा सकता है इसलिए 5 वीं कार्य केंद्र राज्यों की गतिविधि 11 बनाएं और चक्र समय 4 के बराबर है तो यह चक्र समय 12 10 10 11 और 4 के बराबर है अब इसमें एक ही लाइन दक्षता होगी क्योंकि 12 समान लाइन दक्षता के साथ अधिकतम समय के साथ 5 स्टेशन हैं लेकिन इसमें एक बड़ा चिकनाई सूचकांक होगा क्योंकि यह पूरे वर्ग में 12 शून्य से 4 का योगदान देगा इसलिए यह एक सुगमता सूचकांक के दृष्टिकोण से यह बहुत वांछनीय नहीं है क्योंकि यह बहुत भिन्नता पैदा करने वाला है इसलिए या तो बहुत अधिक इन्वेंट्री या सिस्टम में बहुत आलस्य है अब हम वास्तव में एक और काम यहां कर सकते हैं जो यह है अब अगला प्रयास इन दोनों समाधानों में हो सकता है हमारे पास आवंटन के लिए कुल 47 समय इकाइयां हैं और 5 कार्यस्थानों का चयन करके और अधिकतम 12 समय होने पर हमारे पास 60 हैं समय इकाइयाँ उपलब्ध हैं इसलिए लाइन दक्षता 47 से 60 थी अब यदि हमारे पास 5 वर्कस्टेशन हैं और 12 के चक्र समय के बजाय यदि हम 11 का चक्र समय हो सकते हैं तो न केवल लाइन दक्षता बढ़ जाएगी बल्कि सुगमता सूचकांक में भी कमी आएगी इसलिए अगले अंक में कार्यस्थलों की संख्या को चक्र के समय को थोड़ा और कम किया जा सकता है इसलिए कोई इस समस्या को फिर से हल करने के बारे में सोच सकता है और कुछ अनुमानों का उपयोग करके देख सकता है कि क्या हम वास्तव में इसके बजाय 11 का चक्र समय प्राप्त कर सकते हैं 12 का चक्र समय अब यदि हम यहां ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो क्या हमें इसमें 11 का चक्र समय मिल सकता है आइए हम इसे एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं और यह चक्र समय 11 के बराबर है और हमें इसे थोड़ा करने दें जल्दी से इसलिए 1 कार्य केंद्र 1 और 4 चक्र समय 4 प्लस 6 के साथ गतिविधियों को प्राप्त करेगा तो 1 और 4 आवंटित किए गए हैं फिर हमारे पास 2 और 5 शेष हैं अब इस क्रम में 2 पहले आता है 2 के लिए 2 समय इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए गतिविधि 2 और समय 2 के साथ एक दूसरा कार्य केंद्र बनाएं इसलिए 2 5 बने हुए हैं 3 अंदर आता है अब 3 और 5 के बीच 3 की आवश्यकता है 3 पहले आता है इसलिए 3 को यहां जोड़ा जा सकता है और 3 3 जाता है अब 5 केवल एक चीज है जो शेष है यदि 5 केवल एकमात्र गतिविधि शेष है तो हम कोशिश करेंगे और यहां 5 डालेंगे क्योंकि यह वर्तमान कार्य केंद्र है लेकिन हमें यह भी एहसास है कि 5 वास्तव में यहां जा सकते हैं क्योंकि 1 और 4 दोनों संतुष्ट हैं इसलिए आप 5 को जोड़ सकते हैं एक प्लस 1 देने के लिए इसलिए 5 भी जाता है जो हमें 6 तस्वीर में लाता है 6 को समय की 6 इकाइयों की आवश्यकता होती है इसलिए 6 यहां प्लस 6 जा सकते हैं इसलिए 6 खत्म हो गया है फिर हमारे पास 7 8 और 9 हैं इन 7 में से 8 के बराबर समय के साथ पहले आता है इसलिए 3 वर्कस्टेशन 7 पहले 8 के बराबर समय के साथ आता है 7 जाता है फिर हमारे पास 8 और 9 हैं 8 अगला आता है इसलिए 8 अगला प्लस 2 आता है इसलिए 8 चला जाता है फिर 10 आता है अब 10 और 9 के बीच 10 पहले है तो 10 के साथ एक अगला वर्कस्टेशन बनाएं 10 में 6 के बराबर समय है और चला जाता है फिर 9 आता है 9 का समय 5 के बराबर है और फिर हमें 11 के साथ 5 वां वर्कस्टेशन बनाने की आवश्यकता है और 4 के बराबर समय है अब लाइन दक्षता और चिकनाई सूचकांक दोनों इस समाधान के लिए बेहतर होंगे क्योंकि लाइन दक्षता अधिक होगी क्योंकि यह 47 में 60 के बजाय 47 की जगह 55 हो जाएगा चिकनाई सूचकांक भी थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि कार्य केंद्र पर भार 11 11 10 11 4 है इसलिए इस की तुलना में चिकनाई सूचकांक भी यहां बेहतर होगा इसलिए अगर हम समाधान से समाप्त कर सकते हैं यदि हम महसूस करते हैं कि लाइन दक्षता थोड़ी कम है तो हम इस समाधान में समान कार्यस्थानों की संख्या के बारे में सोच सकते हैं जो मैं इस टी को नीचे ला सकता हूं 1 और एक बेहतर लाइन दक्षता प्राप्त करें इसलिए हम उस पर काम कर सकते हैं जब तक हम लाइन दक्षता में कोई सुधार नहीं कर सकते अब इन हेयुरिस्टिक समाधानों का उपयोग करने के कुछ अन्य फायदे हैं अब यदि हम वापस जाते हैं और इस तरीके से इसे हल करने का प्रयास करते हैं जो यहां दिया गया है इस विशेष समस्या के लिए हमारे पास S j के लिए 11 चर होंगे क्योंकि हम अधिकतम 11 S उपलब्ध हैं S 1 से S 11 और फिर हमारे पास X i j के लिए एक और 121 चर हैं और फिर हमारे पास कई बाधाएं हैं यह हर i के लिए होगी इसलिए यह 11 बाधाएं होंगी यह भी 11 बाधाओं के लिए होगी और यह सेट प्रत्येक पूर्ववर्ती के लिए 11 होगा और 13 पूर्वताएं हैं इसलिए 143 बाधाएं हैं इसलिए अगर हम इसे इस तरह से हल करते हैं भले ही मैंने उल्लेख किया है कि इस का प्रतिनिधित्व करने के बेहतर तरीके हैं अगर हम इसे हल करते हैं जैसे कि यह हम 132 चर की बात कर रहे हैं और 143 प्लस 22 जो 165 की कमी है अब हम 132 चर और 165 बाधाओं के साथ थोड़ी बड़ी द्विआधारी समस्या को हल करते हैं अब हम कोशिश करते हैं और नक्शा बनाते हैं आइए इस समाधान को इस सूत्र में कहते हैं और देखें कि क्या होता है अब इस व्यवहार्य समाधान में 5 वर्कस्टेशन हैं इसलिए यदि मैं इसे यहां पर मैप करने की कोशिश करता हूं तो इसके लिए मेरे पास एक समाधान होगा जो S 1 के समान S 2 के S 3 के बराबर S 4 के बराबर S 5 के बराबर 1 है इसलिए 5 वर्कस्टेशन और मेरे पास एक्स 1 1 एक्स 2 1 एक्स 3 1 एक्स 4 2 एक्स 5 2 एक्स 6 3 एक्स 8 3 एक्स 9 4 एक्स 10 4 एक्स 7 5 एक्स 11 5 1 के बराबर होगा वह समाधान होगा और हम इसे इस पर मैप करते हैं अब इसका क्या मतलब है इसने मुझे 5 वर्कस्टेशन के साथ एक व्यवहार्य समाधान दिया है इसलिए एक संभव समाधान कम से कम समस्या के लिए एक ऊपरी सीमा है और इसलिए चूंकि मेरे पास 5 वर्कस्टेशनों के साथ एक संभव समाधान है मैं इष्टतम समाधान के साथ व्यवहार्य समाधानों में दिलचस्पी नहीं रखता हूं 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 नहीं हो सकता है इसलिए इष्टतम समाधान में 5 वर्कस्टेशन या उससे कम हो सकते हैं इसलिए मैं क्या करूंगा अब मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा और पता लगाऊंगा कि अगर 4 वर्कस्टेशन के साथ एक इष्टतम समाधान है क्योंकि पहले से ही मेरे पास 5 वर्कस्टेशन के साथ एक संभव समाधान है तो मैं कोशिश करूंगा और देखूंगा अगर मेरे पास 4 वर्कस्टेशन के साथ एक इष्टतम समाधान हो सकता है इसलिए यदि मैं 4 वर्कस्टेशन के साथ इसे हल करने की कोशिश करता हूं तो आप उन चर और बाधाओं को देख सकते हैं जो मेरे पास होंगे अब यदि मैं 4 कार्यस्थानों के लिए हल करता हूँ तो केवल 4 S j मान होंगे और 44 X ij मान होंगे इसलिए X ij अब केवल 44 चर लेगा क्योंकि 11 गतिविधियों में से प्रत्येक को इन 4 में से प्रत्येक के लिए सौंपा जा सकता है वर्कस्टेशन अब एक्स एक्सजे की बाधा यह 11 बाधाएं होंगी यह केवल 4 बाधाएं होंगी और यहां प्रत्येक पूर्ववर्ती संबंध के लिए 13 में केवल 4 बाधाएं होंगी इसलिए मेरे पास 48 चर और 52 11 11 63 प्लस हैं 467 बाधाएं और यदि इष्टतम समाधान 4 है तो यह मुझे इष्टतम समाधान देगा इसलिए पहले एक हेयुरिस्टिक समाधान प्राप्त करना वास्तव में हमें सबसे बेहतर तरीके से इष्टतम समाधान प्राप्त करने में मदद करता है अन्यथा हम 132 चर और 165 बाधाओं के साथ एक अनुकूलन समस्या को हल करेंगे और हमारे पास जो हेयुरिस्टिक समाधान है उसके कारण यह पर्याप्त है कि इष्टतम समाधान प्राप्त करने के लिए बाइनरी प्रोग्रामिंग में 48 चर और 67 52 प्लस 11 63 प्लस 4 67 की कमी होगी इसलिए यह उस समस्या को तैयार करने और हल करने के लिए पर्याप्त है अब यदि इष्टतम समाधान में 4 बेंच नहीं हैं लेकिन 5 बेंच हैं तो इष्टतम हमें असीम देगा क्योंकि हमने 4 बेंचों के साथ काम किया है तब हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे पास 5 बेंचों के साथ एक समाधान है और इसलिए यह 5 बेंच 5 वर्कस्टेशन हैं और इसलिए यह इष्टतम है यदि इष्टतम में 4 वर्कस्टेशंस के साथ एक समाधान था तो यह उस समाधान को दिखाएगा तो हमें कोशिश करना होगा और देखना होगा कि 3 के साथ समाधान संभव है या नहीं अब अप्रोच करने के लिए कि हम इसे कम बाउंड पॉइंट से देखेंगे क्योंकि असेंबल करने के लिए कुल समय 47 है और यदि हमारे पास साइकल समय के रूप में 12 है तो वर्कस्टेशन की न्यूनतम संख्या कम बाउंड है 47 12 ऊपरी पूर्णांक मान जो हमें 4 देगा इसलिए इस मामले के लिए 3 के साथ एक इष्टतम समाधान नहीं हो सकता है इसलिए एकमात्र मामला जिसे हमें देखना है वह यह है कि क्या हमारे पास 4 वर्कस्टेशनों के साथ एक समाधान हो सकता है जिसका अर्थ है कि यह समस्या 48 चर और 67 बाधाओं के साथ हल करने के लिए पर्याप्त है और अगर हम वास्तव में ऐसा करते हैं तो हमें इस समस्या का एक इष्टतम समाधान मिलता है जो इस तरह दिखाई देगा इसलिए इष्टतम समाधान इस तरह है तो इष्टतम समाधान में 4 वर्कस्टेशन हैं इसलिए वर्कस्टेशन 1 गतिविधि और समय इसलिए 4 प्लस 6 प्लस 2 के साथ 1 2 और 4 स्टेशन 2 3 5 6 8 के साथ 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 स्टेशन है 3 10 और 9 या 9 और 10 के साथ 6 प्लस 5 और स्टेशन 4 7 और 11 के साथ 8 प्लस 4 है इसलिए यह इस विशेष समस्या का इष्टतम समाधान है जहाँ हमारे पास १ २ और ४ हैं एक बार फिर पूर्वता संतुष्ट होती है ३ ५ ६ और ced पूर्वता से संतुष्ट होते हैं ९ और १० पूर्व से संतुष्ट होते हैं 2 और ११ पूर्व से संतुष्ट होते हैं तो यहाँ चक्र समय 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 12 11 12 कुल 47 के बराबर होगा लाइन दक्षता 47 में 4 में 12 के बराबर है जो 47 में 48 है जो सबसे अच्छा है वह प्राप्य है और चिकनाई सूचकांक यह लगभग 98 प्रतिशत है चिकनाई सूचकांक 12 शून्य से 12 पूरे वर्ग प्लस 12 शून्य से पूरे वर्ग प्लस 12 न्यूनतम 11 पूरे वर्ग प्लस 12 शून्य से 12 पूरे वर्ग जो 1 होगा जो सबसे छोटा है यह सम्भव है तो यह है कि हम असेंबली लाइन बैलेंसिंग समस्या को कैसे हल करते हैं इसलिए हम पहले एक चक्र समय दिए जाने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि न्यूनतम संख्या में वर्कस्टेशन क्या हैं अब यदि हम इष्टतम समाधान प्राप्त करते हैं तो हम सबसे पहले इष्टतम समाधान को थोड़ा सरल बनाने के लिए चर की संख्या के संदर्भ में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं और एक हेयुरिस्टिक समाधान प्राप्त करते हैं जैसे हमने यहां दिखाया है इसलिए 11 गतिविधियों के लिए हमें 5 वर्कस्टेशनों के साथ एक हेयुरिस्टिक समाधान मिला और इसलिए हम 4 वर्कस्टेशनों के साथ इष्टतम समाधान के मामले को हल करने का प्रयास करते हैं इसलिए यदि कोई समाधान है तो यह दिखाई देगा यदि इष्टतम 5 है तो यह होगा व्यवहार्यता या वैकल्पिक रूप से दिखाएं कि हम वास्तव में इसे 5 के साथ कर सकते हैं इसलिए चर और बाधाओं की संख्या में थोड़ी वृद्धि होगी और यदि इष्टतम 5 है तो यह 5 के रूप में दिखाई देगा यदि इष्टतम 4 है तो यह ऊपर दिखाई देगा ४ वगैरह वास्तव में यदि इष्टतम 3 थे जो इस मामले में संभव नहीं है तो हमने इसे 4 स्टेशनों के लिए हल किया यदि हम 3 के साथ एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो यह 3 को दिखाएगा लेकिन इस मामले में यह संभव नहीं है क्योंकि कुल 47 है और चक्र का समय 12 है इसलिए न्यूनतम 4 कार्यस्थानों की आवश्यकता होती है इसलिए मुख्य समस्या किसी दिए गए चक्र समय के लिए कार्यस्थानों की संख्या को कम करना है अगली समस्या यदि हम केवल हेयुरिस्टिक समाधानों को देखते हैं तो कोशिश करनी होगी और हमेशा के लिए हेयुरिस्टिक समाधान अनुमान से अधिक हो जाएगा बेंचों की संख्या थोड़ी और ऐसे मामले में समस्या तब दी गई कार्यस्थलों के लिए होगी क्या मैं चक्र समय को और कम कर सकता हूं ताकि लाइन दक्षता ऊपर जा सके चिकनाई सूचकांक नीचे आ सके लेकिन मूल समस्या हमेशा 1 होती है जो किसी दिए गए चक्र समय के लिए कार्यस्थानों की संख्या को कम कर देती है इसलिए इसके साथ हम कुछ उत्पादन नियंत्रण संबंधी निर्णयों के अंत में आते हैं हमने शेड्यूलिंग और लाइन संतुलन जैसे कुछ पहलुओं को देखा है अब इसके बाद हम स्थान निर्णयों के कुछ पहलुओं को देखना शुरू करेंगे हम एक विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला दृष्टिकोण से पौधों का कैसे पता लगा सकते हैं और लेआउट निर्णय कैसे क्या एल्गोरिदम और तरीके हैं जिनके द्वारा हम दिए गए स्थान के अंदर सुविधाओं के सापेक्ष स्थान रख सकते हैं इसलिए स्थान निर्णयों से संबंधित ये पहलू हम अगले व्याख्यान में देखेंगे